नमस्कार मैं डॉक्टर गोपीनाथ हूँ मैं बायोटेक्नॉलॉजी विभाग में असोसीयट प्रोफ़ेसर और सेंटर फ़ोर नैनों टेक्नॉलजी में जवाइंट फ़ैकल्टी हूँ मैं आप सभी का बायोमेडिकल नैनोटेक्नॉलजी के इस कोर्स में स्वागत करता हूँ इस कोर्स के पहले लेक्चर में हम नैनो के बारे में जानेंगे इस कोर्स में हम नैनो पार्टिकल के बारे में मूल बातें जानेंगे और यह भी जानेंगे की डाईमेन्शन के आधार पे कैसे नैनो पार्टिकल का वर्गीकरण कर सकते हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे की नैनो क्यूँ अच्छा है और छोटा पार्टिकल क्यूँ अच्छा है हम यह भी जानेंगे की सरफ़ेस ऐरिया का वॉल्यूम से अनुपात क्या बताता है और किस तरीक़े से नैनो स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है जैसे की टोप डाउन और बॉटम अप विधियाँ हम इन नैनो मटीरीयल के बायोमेडिकल उपयोग के बारे में भी बात करेंगे आइए देखते हैं की नैनो पार्टिकल क्या है कोई भी पदार्थ जिसकी कोई भी एक डाईमेन्सन 1 100 नैनमीटर की हो उसको नैनो पार्टिकल कहते है 'नैनो' शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब बौना या छोटा होता है सबसे पहले नैनो टेक्नॉलजी शब्द का प्रयोग नोरीयो टनिगूची नाम के वैज्ञानिक ने 1974 में किया था एक नैनो मीटर एक मीटर का एक अरबवाँ भाग या 10 9m होता है इस प्रकार नैनो मीटर को समझने की लिए हम मैक्रो माइक्रो और नैनो की तुलना करेंगे एक सामान्य व्यक्ति जिसकी लम्बाई 180 cm है वह लगभग 2 अरब नैनो मीटर का होता है और एक 8 cm का सेब 80 मिलीयन नैनोमीटर का अगर हम और छोटे पैमाने की बात करें तो एक इंसान के बाल की साइज़ 80000 नैनोमीटर होती है और हमारी आँख 10000 नैनमीटर से छोटा नहीं देख सकती है एक 2 माइक्रो मीटर का बैक्टीरीया 2000 नैनोमीटर का होता है DNA का व्यास केवल 2 नैनोमीटर और एक पत्ते के सेल्युलोस फ़ाइबर का व्यास 35 100 नैनोमीटर होता है हाइड्रोजन ऐटम की साइज़ लगभग 01नैनोमीटर होती है इसको समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं भारत की जनसंख्या 1 बिलियन है एक बिलियन का मतलब 100 करोड़ या 109 तो इसका मतलब हर भारतीय एक नैनो है इस जनसंख्या की तुलना में एक और सरल तरीक़ा है की जैसे एक रुपया है 100 करोड़ के सामने एक रुपया नैनो है नैनो कितना छोटा है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है यह जानकर अब हम बात करेंगे की नैनो पार्टिकल को कैसे एक दो और तीन डाईमेन्शन में वर्गीकृत कर सकते हैं एक डाईमेन्शन के नैनो पार्टिकल की लम्बाई चौड़ाई या ऊँचाई में केवल कोई एक साइड ही नैनो मीटर की रेंज में होती है उदाहरण के तौर पर पतली फ़िल्म सतह या फिर कोटिंग दो डाईमेन्शन के नैनो पार्टिकल की लम्बाई और चौड़ाई नैनो मीटर में होंगी जैसे की नैनो टूब्ज़ नैनो फ़ाइबर और नानो वायर तीसरा प्रकार है तीन डाईमेन्शन के नैनो पार्टिकल जिनकी लम्बाईचौड़ाई और ऊँचाई तीनों ही नैनो मीटर की होती हैं जैसे की नैनो शेल्स और नैनो रिंग्स हमें नैनो की क्या ज़रूरत है जबकि हमारे पास पहले से ही माइक्रो और मैक्रो हैं नैनो स्केल के पदार्थों का क्या फ़ायदा है एक सरल सा उदाहरण समझिए फ़ुल शेल क्लस्टर का यहाँ आपके पास 7 शेल हैं जिनमे 1415 ऐटम हैं तो कुल ऐटम 1415 हैं पर सतह पर केवल 35 ऐटम ही है अगर उसी 7 शेल को एक छोटा पार्टिकल बना दिया जाए जैसे की एक शेल तो कुल ऐटम 13 ही होंगे पर सतह पर 92 ऐटम होंगे इसलिए जब साइज़ छोटी होती जाती है तो सतह का छेत्रफल बढ़ता जाता है जब यह छेत्रफल बढ़ जाता है तो नैनो पदार्थ तेज़ी से काम करने लगते हैं यह हल्के भी हो जाते हैं और छोटी जगहों में भी जा सकते हैं जैसे की नैनो पदार्थ अपनी छोटी साइज़ के कारण कैन्सर विरोधी दवाइयों को आसानी से ममेलीयन सेल में ले जा सकते हैं यह टूमर तक जा सकते हैं यह बड़े पदार्थों से सस्ते होते हैं और काम भी अच्छा करते है इसका कारण यह की साइज़ छोटा होने पर कुछ गुण भी बदल जाते हैं आइए अब देखते हैं की सतह के छेत्रफल का आयतन से क्या सम्बंध है एक घन लेते हैं 2mm का इसका सरफ़ेस ऐरिया या सतह का छेत्रफल नीचे दिए गए फ़ॉर्म्युला से निकाला जा सकता है Surface area height x width x number of sides x number of cubes इस प्रकार इस घन का surface area 24 24 होगा जबकि यदि इसी घन से 1mm भुजा के कई घन बनाए जाएँ तो उनका कुल surface area होगा 48 किसी घन का आयतन या volume निकलने का फ़ॉर्म्युला निम्नवत है Volume height x width x length x number of cubes 2mm भुजा के घन का आयतन 1mm भुजा के कई घनों के कुल आयतन के बराबर होगा जो 8 होगा सरफ़ेस ऐरिया के अनुपात में आयतन या वॉल्यूम को निम्न फ़ोरमूले से जाना जा सकता है Surface areavolume 2mm भुजा के घन का 248 3 Surface areavolume 1mm भुजा के घन का 488 6 इस प्रकार हम देखते हैं की साइज़ छोटी होने से घन के सरफ़ेस ऐरिया और वॉल्यूम का अनुपात बढ़ता जाता है इसलिए जब साइज़ छोटी होती है तो हम देख सकते हैं कुछ गुण सामान्य गुणों से अलग हो सकते हैं जब यह अनुपात बढ़ता है तो इसका मतलब पदार्थ की ज़्यादा सतह बाहर के सम्पर्क में आती है और पदार्थ की छुपी हुई सतह भी बाहर के सम्पर्क में आ जाती है और जब ऐसा होता है तो कुछ नए गुण भी मिल सकते हैं जिससे की बाहरी वातावरण से इस पदार्थ का समन्वय अच्छा हो जाता है और यह एक अच्छे कैटलिस्ट का काम भी कर सकता है अच्छे कैटलिस्ट होने का कारण होता है की पदार्थ का ज़्यादा हिस्सा होने वाली रीऐक्शन के लिए उपलब्ध होता है आइए डिस्पिरिन दावा के माध्यम से एक सरल उदाहरण को देखते हैं की कैसे सरफ़ेस ऐरिया और वॉल्यूम का अनुपात उपयोगी होता है हम इस दवा को पानी में घुलने देंगे पहले समूची दावा को और फिर इसे पीसकर पानी में डालेंगे आप देख सकते हैं की समूची दवा को पानी में घुलने में 45 50 सेकंड लगे पर पिसे हुए रूप में केवल 10 से 15 सेकंड इस प्रयोग से हम surface area और वॉल्यूम के अनुपात को समझ सकते हैं जब साइज़ छोटी होती है तो react करने की क्षमता ज़्यादा क्यूँकि छेत्रफल ज़्यादा होता है पदार्थों का गुण नैनो स्केल में अलग दो मुख्य वजहों से हो सकता है पहला कारण है की नैनो पदार्थों का सरफ़ेसवॉल्यूम surfacevolume ज़्यादा होता है बड़े पदार्थों से जिससे की यह केमिकल रूप से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं इससे इनकी स्ट्रेंक्थ या इलेक्ट्रिकल गुणों पर प्रभाव पड़ता है दूसरा कारण है की नैनो स्केल पर क्वांटम इफ़ेक्ट्स से गुनो का निर्धारण होने लगता है जिसके वजह से नैनो स्केल पर पदार्थ दूसरे गुण दर्शाने लगते हैं सामान्यतः बड़े पदार्थों के गुन साइज़ बदलने पर भी एक जैसे ही होते हैं पर नैनो स्केल पर साइज़ से गुणों पर असर पड़ता है जैसे की सेमी कंडक्टर पार्टिकल का क्वांटम कन्फ़ायन्मेंट या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल की सूपर पैरमैग्नेटिज़म तभी आती है जब वो नैनो स्केल में होते हैं अब हम देखते हैं की इन गुनो की शुरुआत कैसे होती है आप देख सकते हैं की बड़े पदार्थ में कंडक्शन बैंड और वैलन्स बंद बहुत ही पास हैं जिससे की अन्बाउंड इलेक्ट्रांज़ का मोशन कन्फ़ाइंड नहीं है नैनो पदार्थों के केस में कंडक्शन और वैलन्स बैंड में कुछ दूरी है जिससे की इलेक्ट्रांज़ कन्फ़ाइंड हैं और इससे क्वांटिज़ेशन पैदा होता है अब एक उदाहरण से समझते हैं की कैसे पदार्थों का गुण उनकी साइज़ से प्रभावित होता है सोना एक चमकदार पीला पदार्थ है और इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है एक बड़े पदार्थ के रूप में सोना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है पर सोने के गुण बदलने लगते हैं जब इसकी साइज़ नैनो स्केल में जाने लगती है जैसे की 30 से 500 nm के सोने के कणों में मटैलिक गुण आ जाता है और इनका रंग टर्बिड क्रिम्ज़ॉन या नीला हो जाता है जब इनकी साइज़ 3 30 nm की होती है तो भी इनका मटैलिक गुण बना रहता है और इनका रंग लाल हो जाता है 1 nm या इससे कम होने पर इनका रंग ऑरेंज हो जाता है और गुण नोन मटैलिक तो मटैलिक से नोन मटैलिक non metallic गुण और लाल से ऑरेंज रंग हो जाता है सोने का जब इनकी साइज़ ऐटम के बराबर होती है 1 angestorm तब ये रंगहीन हो जाते हैं इस उदाहरण में एक ही पदार्थ अलग अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है अलग अलग साइज़ और शेप होने के कारण रंग बदलने का कारण है सरफ़ेस प्लाज़्मा रेज़ॉनन्स जिसको की हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे हम और भी बदलाव देखेंगे भौतिक और रासायनिक गुणों में पदार्थ के साइज़ के साथ इलेक्ट्रिकल गुण भी बदल सकतें हैं जैसे की नैनो स्केल पर पहले जो पदार्थ नोन कंडक्टिंग थे उन्मे कंडक्शन का गुण भी देखने को मिलता है नैनो पदार्थों की स्ट्रेंक्थ और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है नैनो पार्टिकल की ऑप्टिकल गुण भी बड़े पदार्थों से अलग होते हैं नैनो स्केल पर पदार्थ दूसरे रंग के होते है जैसे की चाँदी का 40 nm का गोला नीले रंग का और सोने का 50 nm का गोला हरे रंग का होता है इस प्रकार साइज़ और शेप के हिसाब से नैनो पार्टिकल अलग तरह का ऑप्टिकल गुण प्रदर्शित करते हैं और जब मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल की साइज़ छोटी होती है तो यह और अच्छा मैग्नेटिक गुण दिखाते हैं नैनो तकनीकी नई नहीं है आप यहाँ देख सकते हैं की इस सुंदर तस्वीर में किसी रंग का प्रयोग नहीं हुआ है इनमे अलग साइज़ और शेप के मेटल नैनो पार्टिकल का उपयोग हुआ है हज़ारों साल पहले से ही चीन में सोने के नैनो पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है सरैमिक पॉर्सेलन बनाने में एक दूसरे उदाहरण के तौर पर 1857 में फ़ैरडे ने सोने को कालॉड बनाया था जो द्वितीय विश्व युध में नष्ट हो गया आप सोने के अलग अलग साइज़ और शेप के नैनो पार्टिकल का उदाहरण ले सकते हैं जब इनसे परावर्तित किरणों को देखा जाता है तो अलग अलग रंग दिखते हैं चौथी शताब्दी का रोमन लिकारगुस कप जो की डायक्रोइक ग्लास का बना था लाल दिखता है जब रोशनी पीछे से आती है और हरा जब रोशनी आगे से आती है यह लाल दिखता है ट्रैन्स्मिटेड रोशनी में और हरा स्कैटर्ड रोशनी में यह डायक्रोइक प्रभाव इस वजह से है कि इसमें थोड़ा अनुपात सोने के नैनो पार्टिकल का है और थोड़ा चाँदी के और फिर इसे कालॉड से कोट किया गया है नैनो भारत में भी नया नहीं है आयुर्वेद में जो भस्म है उसमें बहुत सारे मेटल के नैनो पार्टिकल का उपयोग करते हैं और इनके स्वस्थ लाभ पर बहुत सारे शोध भी चल रहे हैं तो कितने प्रकार के नैनो पार्टिकल हैं पहला है जो की जंगल की आग या फिर ज्वालामुखी की राख आदि से नैचरली ही बनता है अगला है मानव द्वारा बनाया गया यह एंजिनीरिंग से भी बनता है और इन्सिडेंटल भी बन सकता है जैसे की रसोईं के धुएँ में और डीज़ल के इग्ज़ॉस्ट से इनमें कार्बन के नैनो मटीरीयल का निर्माण होता है एंजिनीर्ड नैनो पार्टिकल को लैब में बनाया जा सकता है इन्सिडेंटल नैनो पार्टिकल अलग अलग साइज़ और शेप के हो सकतें हैं जबकि एंजिनीर्ड नैनो पार्टिकल की साइज़ और शेप को नियंत्रित किया जा सकता है इनमें कोर और शेल भी हो सकते हैं इनमे ओर्गानिक कोटिंग भी की जा सकती है और ज़रूरत के हिसाब से इनमें बदलाव भी किया जा सकता है उदाहरण के तौर पे मेटल नैनो पार्टिकल क्वांटम डॉट और नैनो कपस्युल तो इन नैनो पार्टिकल को बनाया कैसे जा सकता है तो मुख्य तरीक़े हैं एक है टोप डाउन और दूसरी है बॉटम अप पहले हम देखेंगे की टोप डाउन तरीक़ा क्या है इसमें एक बड़ा पदार्थ लेते हैं और इसे ही छोटा और छोटा करते जाते हैं जैसे की एक बड़े पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना इसी तरह से बड़े पदार्थ से नैनो पार्टिकल भी बनए जाते हैं इसे टोप डाउन तरीक़ा कहतें हैं इसमें एक बड़े पदार्थ से नैनो साइज़ के पदार्थ बनाए जाते हैं दूसरा है बॉटम अप तरीक़ा जैसे की इसमें छोटे छोटे भाग जोड़ कर कुछ बनाया जाता है जैसे की भवन निर्माण या फिर कार का एंजिन यहाँ पर हमारे पास ऐटम्ज़ और मॉलेक्यूल्ज़ होंगे हम atoms जोड़ कर नैनो पार्टिकल बनाएँगे इसे बॉटम अप तरीक़ा कहते हैं क्यूँकि हम अटामिक स्केल से नैनो पर जा रहे हैं हम नैनो पार्टिकल को बनाने में ओर्गानिक या इनॉर्गैनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं या फिर एक साथ दोनो का भी इनकी साइज़ 1 100 nm की हो सकती है और शेप गोल या फिर रॉड की तरह या फिर और किसी भी शेप का इनकी सतह को पाली एथेलीन ग्लाइकोल के प्रयोग से क्रियाशील किया जा सकता है इस पेग़ीलेसन कहते हैं या फिर किसी और पदार्थ से भी कोट किया जा सकता है इस सतह प्लस या माइनस चार्ज भी दिया जा सकता है अगर इनकी सतह पर पॉज़िटिव चार्ज होगा तो इनकी अफ़िनिटी नेगेटिव चार्ज के प्रति ज़्यादा होगी जैसे की सेल की सतह पर और DNA पर हम कोई लाईगैंड भी लगा सकते हैं इस नैनो पार्टिकल पर ऐंटीबाडी या फिर कोई पेप्टायड जोड़ कर जिससे की यह सीधा उसे सेल को जाए जिसमें की बीमारी है ना की सही सेल के पास अब देखते हैं की नैनो साइयन्स और नैनो टेक्नॉलजी में क्या अंतर है नैनो साइयन्स में हम नैनो पार्टिकल के गुणों का अध्ययन करते हैं जैसे की क्वांटम डॉट क्वांटम डॉट एक सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल है और इसमें कई प्रकार की फलुओरोसेन्स के गुण हैं इसके साइज़ के हिसाब से इस प्रकार यदि हम क्वांटम डॉट लेते हैं और इसके भौतिक और रासायनिक गुनो का अध्ययन करते हैं तो इसे नैनो साइयन्स कहते है और अगर हम क्वांटम डॉट लेते हैं और इससे LED TV बनाते हैं तो इसे नैनो टेक्नॉलजी कहते हैं नैनो टेक्नॉलजी में हम नैनो साइयन्स का उपयोग करके समान बनाते हैं अब नैनो टेक्नॉलजी नैनो बायोटेक्नॉलजी और बायोनैनोटेक्नॉलजी में अंतर देखते हैं नैनो बायोटेक्नॉलजी और बायोनैनोटेक्नॉलजी में थोड़ा सा ही अंतर होता है नैनो बायोटेक्नॉलजी में हम नैनो मटीरीयल का उसे करते हैं उनके बायोलोजिकल उपयोग के लिए जैसे की रोग का पता लगाने में जिससे की कैन्सर आदि का तुरंत पता लगाया जा सके बायोनैनोटेक्नॉलजी में हम बायोलोजिकल नैनो स्ट्रक्चर की समझ और इसके उपयोग को जानते हैं जैसे की DNA को हम एक कन्स्ट्रक्शन मटीरीयल की तरह उपयोग में ला सकते हैं जेनेटिक मटीरीयल की जगह हम नैनो केजेज़ और प्रोटीन बेस्ड इंक भी बना सकते हैं इसमें हम नैनो डिवाइसेज़ और नैनो मशीन भी बना सकते हैं हम छोटे रोबोट भी बना सकते हैं जिनमे की बैक्टीरीया के फ़्लैजेला जैसा गुण हो इस प्रकार हम बायोलोज़ी से आइडिया लेकर बायोलोजिकल नैनो स्ट्रक्चरको समझ सकते हैं और इसको उपयोग में ला सकते हैं इसे बायोनैनोटेक्नॉलजी कहते हैं सभी क्षेत्रों में नैनो पार्टिकल का उपयोग है इस कोर्स में हमारा मुख्य उद्देश्य बायो मेडिकल एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका उपयोग समझना रहेगा तो बायो मेडिकल में हम नैनो पार्टिकल का उपयोग क्यूँ करते हैं अपनी छोटी साइज़ होने की वजह से नैनो पार्टिकल जैविक कणों के साथ अच्छे से काम करते हैं और यह कई जगहों पर जा भी सकते हैं शरीर में और शुरुआती दौर में ही बीमारी का पता लगा सकते हैं नैनो पार्टिकल से दवा भी अपने गंतव्य तक पहुँचाई जा सकती है अब एक एक कर के नैनो पार्टिकल का बायो मेडिकल में उपयोग देखते हैं जैसे की हम नैनो पार्टिकल को टूमर तक पहुँचा सकते हैं और इनके फलुओरोसेन्स सिग्नल को आसानी से देख सकते हैं अगला उपयोग है दवा को अपने गंतव्य तक पहुँचाना जो प्रचलित तरीक़ा है कैन्सर सेल को मारने का उसका मुख्य नुक़सान है की कैन्सर के साथ साथ स्वास्थ्य सेल भी मारी जाती हैं लेकिन नैनो पार्टिकल का उपयोग करके हम दवा को सीधे कैन्सर सेल तक पहुँचा सकते हैं नैनो पार्टिकल से हम टिशू एंजिनीरिंग भी कर सकते हैं जैसे की क्षतिग्रस्त अंग को लैब में बनाया जा सकता है और शरीर में लगाया जा सकता है एक नया क्षेत्र है ऑर्गन प्रिंटिंग का जिसमें कोई भी ऑर्गन बनाया जा सकता है और उसका ट्रैन्स्प्लैंट किया जा सकता है यह नए प्रयोग अभी विकसित हो रहे हैं ऑर्गन प्रिंटिंग पर ढ़ेर सारे शोध चल रहे हैं हम आर्टिफ़िशल सेल भी बना सकते हैं अगर हमें पूरे ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है और उन्हें शरीर में क्षतिग्रस्त सेल से बदल सकते हैं जैसे की आर्टिफ़िशल RBC भी बना सकते हैं बायोनैनोटेक्नॉलजी में प्रोटीन नैनोटेक्नॉलजी और DNA नैनोटेक्नॉलजी भी आती हैं इसमें हम प्रोटीन और DNA का उपयोग एक औज़ार की तरह कर के नैनो डिवाइसेज़ बना सकते हैं इनके प्रयोग से बायोडिग्रेडेबल समान बना सकते हैं और बीमारियों को भी समझ सकते हैं इस प्रकार बायोमेडिकलनैनोटेक्नॉलजी नैनोबायोटेक्नॉलजी और बायोनैनोटेक्नॉलजी से मिलकर बनी है इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम नैनो रोबाट्स के बारे में भी जानेंगे यह एक विज्ञान की कहानी जैसा लगता है पर इस पर भी ढ़ेर सारे शोध चल रहे हैं नैनो रोबाट्स का विचार बैक्टीरीया से आया है हमें पता है की बैक्टीरीया फ़्लैजेला की मदद से चलते हैं तो ऐसा ही एक नैनो रोबोट बनाया गया है जिसमें भी ऐसी ही पूँछ है इसमें एक छोटा सा कैमरा भी है जिससे की इसकी सही लोकेशन का पता चलता है इससे समान को कहीं पहुँचाया भी जा सकता है एनर्जी के लिए एक कपैसिटर भी है इसी वजह से नैनो रोबोट को नियंत्रित करके दवा को उचित जगह पर भेजा जा सकता है नैनो रोबाट्स को संक्षिप्त में नैनो बोट भी कहते हैं यह ब्लड में तैरकर टूमर तक जा सकते हैं और टूमर को ख़त्म भी कर सकते हैं अभी इस तरह के नैनो बोट पर ढ़ेर सारा काम होना बाक़ी है नैनो बोट का उपयोग पथरी के उपचार में भी किया जा सकता है और इनके द्वारा अल्ट्रा सानिक एनर्जी भेज कर पथरी को सीधे ख़त्म किया जा सकता है ऐसा इसलिए सम्भव है क्यूँकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद पथरी पेशाब के रास्ते स्वतः ही निकल जाती है नैनो रोबाट्स से रक्त शिराओं में जमा वसा भी हटाया जा सकता है इसके अलावा दैनिक जीवन में भी नैनो रोबाट्स का उपयोग किया जा सकता है जैसे की नैनो रोबाट्स वाला माउथ वाश इसमें नैनो रोबाट्स हमारे दांतों को साफ़ करेंगे पर इस कोर्स में हमारा मुख्य ध्यान नैनो पार्टिकल के बायो मेडिकल उपयोग पर ही रहेगा तो इस लेक्चर में हमने जाना कि नैनो पार्टिकल की साइज़ कितनी होती है और इनका वर्गीकरण 1 D 2D और 3 D में करते हैं हमने यह भी जाना की छोटा होना कैसे फ़ायदेमंद है हमने जाना की कैसे साइज़ के साथ पदार्थों के गुण बदल जाते हैं हमने जाना की सरफ़ेस और वॉल्यूम अनुपात क्या है और टोप डाउन और बॉटम अप तरीक़ा क्या है और अंत में हमने समझ की नैनो मटीरीयल का बायो मेडिकल उपयोग क्या है